अभिवादन मॉड्यूल 3 यूनिट 12 प्रॉब्लम बेसड अप्रोच अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है पहले के मॉड्यूल में हमने प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन को समझा एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके परिणामस्वरूप या एक दृष्टिकोण जो छात्रों द्वारा परियोजना आधारित सीखने की सुविधा प्रदान करता है इस इकाई में हम शिक्षा के लिए प्रॉब्लम बेसड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग शिक्षा में एक और लोकप्रिय दृष्टिकोण को समझेंगे यदि आप इन दृष्टिकोणों के उद्भव के लिए पृष्ठभूमि को देखते हैं प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम बेसड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस अप्रोच हम देखते हैं कि संदर्भ यह है कि इंजीनियरिंग शिक्षा इन दिनों गंभीर दबाव में है सभी हितधारकों की अपेक्षाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं उद्योग मान्यता निकाय और समाज सामान्य रूप से मांग कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग स्नातकों को कार्यक्रम के अंत में न केवल तकनीकी ज्ञान को याद रखना चाहिए बल्कि उच्च स्तर की दक्षताओं का प्रदर्शन करना चाहिए सभी हितधारकों से ये अपेक्षाएं अधिक से अधिक कठोर होती जा रही हैं राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के परिणामों में दर्ज की गई इन अपेक्षाओं में संचार टीम वर्क आजीवन सीखने आदि जैसे पेशेवर अभ्यास के पहलू शामिल हैं ये सभी परिणाम भी बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं यहां तक कि अगर आप इसे केवल तकनीकी योग्यता पहलू से देखते हैं तो भी एनबीए द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के परिणामों में समस्या निर्माण जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करना शोध साहित्य आदि शामिल हैं इसके अलावा आत्म निगरानी स्व विनियमित सीखने सहित मेटाकोग्निटिव प्रोसेसिंग को अत्यधिक महत्व दिया जाता है वर्तमान कार्यस्थलों में और छात्रों को इस दिशा में अपनी क्षमताओं में सुधार करने के अवसर नहीं मिलते हैं वास्तविक पेशे में आने वाली अधिकांश समस्याएं अस्पष्ट खुले अंत और जटिल हैं उद्योग की वर्तमान मांग इस बात पर जोर देती है कि छात्रों को ऐसी यथार्थवादी समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए और ऐसी यथार्थवादी समस्याओं को हल करने में समस्या को इंजीनियरिंग के संदर्भ में तैयार करने का कौशल शामिल होगा जहां समस्या अस्पष्ट है इन चिंताओं को इंजीनियरिंग शिक्षा के पारंपरिक तरीकों से दूर नहीं किया जा सकता है उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान करने के लिए संस्थान प्रोजेक्ट बेसड इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम बेसड इंस्ट्रक्शन और एक्सपीरियंस बेसड इंस्ट्रक्शन सहित अन्य दृष्टिकोणों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं पिछली इकाई में हमने प्रोजेक्ट बेसड इंस्ट्रक्शन पर चर्चा की थी और हम इस इकाई में प्रॉब्लम बेसड इंस्ट्रक्शन देखेंगे और एक्सपीरियंस बेसड इंस्ट्रक्शन हम इसे अगली इकाई में देखेंगे प्रॉब्लम बेसड अप्रोच शब्द का प्रयोग इन दिनों कई व्यापक अर्थों में किया जा रहा है वास्तव में प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच के साथ भी हमने एक समान स्थिति देखी कई अलग अलग कार्यान्वयनों को एक ही नाम मिलता है यहां भी कई अलग अलग दृष्टिकोण कई अलग अलग विशिष्ट कार्यान्वयन प्रॉब्लम बेसड अप्रोच के रूप में चिह्नित हैं कभी कभी इस शब्द का प्रयोग इंक्वायरी बेसड अप्रोच एक्टिव लर्निंग अप्रोच एक्सपीरियंशियल अप्रोच आदि जैसे शब्दों के साथ किया जाता है इसके अलावा प्रॉब्लम बेसड शिक्षा साहित्य में सबसे आम शब्द है हम समस्या आधारित निर्देश का उपयोग इस अर्थ में करते हैं कि यह निर्देश का दृष्टिकोण है जिसके परिणामस्वरूप छात्रों द्वारा समस्या आधारित शिक्षा प्राप्त होती है यह वही विचार है जिसका उपयोग हमने प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन के साथ भी किया था यानी निर्देश के लिए एक दृष्टिकोण जो छात्रों द्वारा परियोजना आधारित सीखने में सुविधा या परिणाम देता है और पीबीआई में हमारा मतलब निर्देश के लिए एक दृष्टिकोण है जो छात्रों द्वारा समस्या आधारित सीखने की सुविधा देता है या परिणाम देता है आमतौर पर यह माना जाता है कि पीबीएल प्रॉब्लम बेसड लर्निंग के साथ साथ पीबीआई प्रॉब्लम बेसड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन दक्षता पर मूल्य कि प्रभावशीलता है हम देखेंगे कि भारत में इंजीनियरिंग संदर्भों में लागू करने के लिए पीबीआई कुछ हद तक अक्षम है वास्तव में दुनिया भर के कई संस्थानों में भी वे पाते हैं कि पीबीआई कार्यान्वयन उतना कुशल नहीं हो सकता है लेकिन यहां ध्यान प्रभावशीलता पर है उन्हें उम्मीद है कि पीबीआई से छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी ऐतिहासिक रूप से पीबीआई को चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में विकसित किया गया था 1969 में मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में और शुरुआती दिनों में नर्सिंग आदि जैसे चिकित्सा पेशे से संबंधित क्षेत्रों में पीबीआई को अपनाना अधिक था निर्देश के लिए समस्या आधारित दृष्टिकोण की कई परिभाषाएँ हैं लेकिन एक अच्छी वर्तमान परिभाषा यह है कि एक प्रगतिशील सक्रिय शिक्षण और शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण जहां असंरचित समस्याओं को प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है और सीखने की प्रक्रिया के लिए सहारा होता है कीवर्ड में से एक यह है कि हम असंरचित समस्याओं से शुरू करते हैं और यह शिक्षार्थी केंद्रित है और यह सक्रिय अधिगम भी है समस्या आधारित शिक्षण नवाचार 21 वीं सदी में सीखने की शक्ति के लिए समस्याओं का उपयोग करना यही वह लेख है जहां यह विशेष संदर्भ दिया गया है अन्य समान रूप से मान्य परिभाषाएँ हैं लेकिन इन सभी में सक्रिय अधिगम शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण और सबसे महत्वपूर्ण रूप से असंरचित समस्या पर जोर दिया जाएगा जिसके साथ जांच शुरू होती है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यह चिकित्सा शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है और उन क्षेत्रों में इसका काफी व्यापक रूप से उपयोग किया गया है लेकिन इंजीनियरिंग कला मानवता व्यवसाय प्रबंधन कानून सहित कई अन्य डोमेन में इसका उपयोगकोशिश की जा रही है कई अन्य कार्यक्रमों में प्रॉब्लम बेसड अप्रोच के लिए प्रमुख सिद्धांत जो भी विशिष्ट क्षेत्र हो जिसमें हम प्रॉब्लम बेसड अप्रोच को लागू करने का प्रयास कर रहे थेचाहे वह चिकित्सा या व्यवसाय प्रशासन व्यवसाय प्रबंधन या इंजीनियरिंग हो ये प्रॉब्लम बेसड अप्रोच के लिए बहुत व्यापक सार्वभौमिक प्रमुख सिद्धांत हैं विशिष्ट स्थिति के आधार पर कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं हम बाद के भाग में इनमें से कुछ विविधताओं पर एक नज़र डालेंगे लेकिन प्रॉब्लम बेसड अप्रोच के लिए सार्वभौमिक प्रमुख सिद्धांत ये हैं शिक्षार्थियों को प्रामाणिक समस्याएं तैयार करना और प्रदान करना यहां कीवर्ड प्रामाणिक समस्याएं है और समस्याओं को इच्छित परिणामों के अनुकूल होना चाहिए और संकर शिक्षण सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए उन्हें संकीर्ण साइलो तक सीमित रहने के बजाय संकर शिक्षण सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए दूसरा प्रमुख सिद्धांत है शिक्षक एक शिक्षक की भूमिका निभाता है जो शिक्षार्थी के मेटाकॉग्निटिव कौशल से विकास और उसकी समस्या को सुलझाने की क्षमता का समर्थन करता है हम इन सभी सिद्धांतों पर जल्द ही विस्तार करेंगे तीसरा सिद्धांत यह है कि आकलन जो सीखने के लक्ष्यों को मान्य करते हैं उपयोग किया जा सकता है और चौथा सिद्धांत सीखने के अनुभव से प्राप्त प्रमुख अवधारणाओं को समेकित करने के लिए पूरी तरह से सवाल जवाब कर रहा है प्रामाणिक समस्याएं समस्याओं को उन संज्ञानात्मक मांगों को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुरूप हैं जिसके लिए शिक्षार्थियों को तैयार किया जा रहा है दूसरे शब्दों में समस्याएँ उस तरह की समस्याओं के समान दिखनी चाहिए जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि शिक्षार्थी वास्तव में अपने पेशे में प्रवेश करते समय सामना करेंगे यह कहना नहीं है कि समस्या समान होनी चाहिए लेकिन संज्ञानात्मक प्रकृति काफी समान होनी चाहिए इसलिए हम उन्हें प्रामाणिक समस्या कहते हैं समस्याएं उनकी संज्ञानात्मक प्रकृति वास्तविक समस्याओं की संज्ञानात्मक प्रकृति के समान है जब वे अपने पेशे में प्रवेश करते हैं तो इन लोगों को सामना करना पड़ेगा समस्या खराब संरचित होनी चाहिए शिक्षार्थियों को उस तरह की समस्याओं से निपटने में सक्षम होना चाहिए जो वे वास्तव में अपने पेशे में सामना करेंगे और हम जानते हैं कि वास्तविक जीवन में लगभग सभी समस्याओं को शुरू करने के लिए गलत निर्देश दिए गए हैं शिक्षार्थियों को खराब संरचित समस्याओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए समस्या इतनी जटिल होनी चाहिए कि शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत रूप से और एक टीम के रूप में चुनौती दे सके साथ ही यदि समस्याएं इतनी कठिन हो जाती हैं कि शिक्षार्थी अपनी प्रेरणा खो देते हैं तो यह उल्टा हो जाएगा हम उस पहलू पर भी चर्चा करेंगे लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि समस्या इतनी जटिल हो कि शिक्षार्थियों को चुनौती दे सके समस्याएं समकालीन होनी चाहिए और छात्रों को उत्साहित करने में सक्षम होनी चाहिए यह पीबीआई की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है डोमेन के साथ साथ डोमेन की समस्याओं का चयन प्रशिक्षक द्वारा इच्छित सीखने के परिणामों के अनुसार किया जाता है और फिर आमतौर पर छात्रों को सौंपा जाता है इसका मतलब है कि समस्याओं के चयन के स्तर पर नियंत्रण प्रशिक्षक के पास रहता है डोमेन के साथ साथ डोमेन की समस्याओं का चयन प्रशिक्षक द्वारा किया जाता है पीबीआई को उच्च स्तरीय सोच का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह बहुत ही बुनियादी कौशल सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है जिसका अर्थ है कि इससे पहले कि छात्र समस्याओं को शुरू करें उच्च कोटि की योग्यताओं की मांग करने वाली आवश्यक बुनियादी कौशलों को पहले पढ़ाया जाना चाहिए यदि आवश्यक हो तो निर्देश के लिए अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण का उपयोग करके पी बीआई को उच्च क्रम की सोच का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है समस्या से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ ज्ञान होना चाहिए अनुदेशक को निर्देश के लिए प्रत्यक्ष दृष्टिकोण सहित अन्य दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए कुछ प्रारंभिक निर्देश प्रदान करना पड़ सकता है और शिक्षक को प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीखने की सामग्री भी प्रदान करनी होगी परियोजना आधारित निर्देश के साथ साथ पीबीआई की सफलता के लिए प्रशिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है प्रशिक्षक की भूमिका सीखने के सूत्रधार के रूप में है न कि सामग्री प्रदाता के रूप में वास्तव में पीबीआई में सामान्य दर्शन यह है कि शिक्षक प्रासंगिक डोमेन का विशेषज्ञ नहीं भी हो सकता है लेकिन शिक्षक को छात्रों की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना चाहिए तो शिक्षक डोमेन का विशेषज्ञ नहीं भी हो सकता है भूमिका एक कोच की भी नहीं है यह मुख्य रूप से एक शिक्षक की अधिक भूमिका है शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए बार बार जांच करनी चाहिए कि शिक्षार्थी अपना काम बहुत जल्दी बंद न करें छात्रों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों पर प्रश्नचिह्न लगाना शिक्षार्थियों द्वारा की जा रही धारणाएँ शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग किए जा रहे संदर्भ इन सभी को शिक्षक को बार बार पूछना चाहिए क्या यह धारणा सहीवैध है क्या इस निष्कर्ष की पुष्टि आपके द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से हो सकती है इस प्रकार की जांच यह सुनिश्चित करेगी कि छात्र उथले तर्कों के बजाय गहरे कौशल का उपयोग करके समस्या से जुड़ें शिक्षक शिक्षार्थियों को मेटाकॉग्निटिव स्तर पर सोचने के लिए प्रेरित करता है और स्व विनियमित सीखने के विकास का समर्थन करता है ये ऐसे कौशल भी हैं जिन्हें पीबीआई के साथ बढ़ावा मिलता है शिक्षार्थियों को अपनी प्रगति की निगरानी करने अपनी सीखने की गतिविधियों को विनियमित करने में सक्षम होना चाहिए और अपनी धारणाओं का विश्लेषण आलोचना करने में सक्षम होना चाहिए प्रशिक्षक को समूह की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना चाहिए ऐसी कई गतिविधियाँ हैं जो एक समूह के रूप में की जाती हैं लेकिन एक समूह की अवधारणा शायद शिक्षार्थियों के लिए उतनी सुविधाजनक नहीं है एक समूह का विचार जिसे प्रशिक्षक द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए उस समूह में सभी शिक्षार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समूह प्रक्रिया पर केंद्रित है सभी शिक्षार्थियों को समस्या के बारे में अपनी समझ समस्या समाधान प्रक्रिया शोध से एकत्रित जानकारी और समस्या समाधान के कार्य और प्रस्तावित समाधान के लिए इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए महत्वपूर्ण बात यह है कि समूह के सभी शिक्षार्थियों को इन कौशलों को हासिल करना चाहिए क्योंकि ये सभी कौशल का हिस्सा हैं जो शिक्षार्थियों को पीबीआई के माध्यम से हासिल करना चाहिए समझ की अभिव्यक्ति एकत्र की गई जानकारी की प्रासंगिकता वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जानकारी एकत्र की जाती है इन सभी चीजों को समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि समूह के लिए कोई प्रवक्ता है और केवल वही व्यक्ति इन सभी निष्कर्षों को व्यक्त करता है प्रत्येक प्रतिभागी समूह के प्रत्येक सदस्य को इन विचारों को स्पष्ट करना चाहिए और प्रशिक्षक को इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना चाहिए साथ ही प्रशिक्षक को यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि समस्या कब उबाऊ है या शिक्षार्थियों को निराश करती है यदि समस्या इतनी जटिल है इतनी जटिल है और आवश्यक जानकारी वास्तव में शिक्षार्थियों के लिए इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है यह संभव है कि किसी स्तर पर शिक्षार्थी निराश हो जाते हैं वे ऊब जाते हैं या वे निराश हो जाते हैं और वे समस्या से जुड़ने के लिए आवश्यक जुनून खोने लगते हैं प्रशिक्षक को शिक्षार्थियों की इस मनोदशा को समझने में सक्षम होना चाहिए और यदि इस तरह से स्थापित होने की संभावना है तो प्रशिक्षक को तदनुसार समस्या को संशोधित करना चाहिए जानकारी के कुछ हिस्से सीधे शिक्षार्थियों को प्रदान कर सकते हैं या थोड़ा सा समस्या की अस्पष्टता या समस्या की जटिलता को कम कर सकते हैं यह कुछ मुश्किल है लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पीबीआई सफल हो अन्यथा छात्र वास्तव में निराश हो सकते हैं रुचि खो सकते हैं और फिर पूरी प्रक्रिया विफल हो जाएगी इसलिए जब समस्या समूह को निराश कर रही हो तो प्रशिक्षक को बारीकी से निगरानी करने और समझने में सक्षम होना चाहिए इसके लिए प्रशिक्षक द्वारा पूरी प्रक्रिया की बहुत करीबी निगरानी की आवश्यकता होती है एसेसमेंट हमने कितनी बार उल्लेख किया है कि एसेसमेंट रचनात्मक और योगात्मक दोनों शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है लेकिन पीबीआई में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण और जटिल है एसेसमेंट को इच्छित परिणामों के साथ जोड़ा जाना चाहिए और हमें संबंधित डोमेन में ज्ञान और कौशल के साथ साथ समस्या समाधान कौशल का आकलन करना चाहिए जिस प्रक्रिया से टीम गुजर रही है प्रतिबिंब जिसमें व्यक्तिगत छात्र लगे हुए हैं मेटाकोग्निटिव सोच ये सभी पहलू हैं जिनका आकलन करने की आवश्यकता है और यह निश्चित रूप से एक जटिल प्रक्रिया है छात्र टीमों द्वारा प्रस्तुत अंतिम समाधान का योगात्मक मूल्यांकन क्योंकि प्रशिक्षक वास्तव में एक डोमेन विशेषज्ञ नहीं हो सकता है या क्योंकि छात्र टीम द्वारा प्रस्तावित समाधान के लिए कुछ विशेषज्ञ राय की आवश्यकता होती है ताकि यह तय किया जा सके कि यह एक वैध समाधान है या नहीं इसके लिए विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की टीमों की आवश्यकता हो सकती है और जाहिर है हमें उपयुक्त रूब्रिक की आवश्यकता है कभी कभी बाहरी लोगों को बैठने और छात्रों द्वारा प्रस्तावित समाधान का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित करना पड़ सकता है छात्रों को चिंतनशील पत्रिकाओं को बनाए रखने जैसी गतिविधियों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है छात्रों द्वारा अनुरक्षित चिंतनशील पत्रिकाओं के माध्यम से छात्रों के मेटाकोग्निटिव प्रोसेसिंग तक पहुँचा जा सकता है जैसे जैसे वे समस्या को हल करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं अलग अलग छात्रों की सोच तर्क जो वे नियोजित कर रहे हैं जिस तरह से वे अपने स्वयंसिद्धों का समर्थन कर रहे हैं इन सभी चीजों को प्रत्येक शिक्षार्थी को एक लिखित पत्रिका में दर्ज करना होगा और कभी कभी छात्र ऐसी पत्रिकाओं को बनाए रखने की प्रक्रिया से परिचित नहीं भी हो सकते हैं टीमों द्वारा समस्या को हल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रशिक्षकों को उन्हें चिंतनशील पत्रिकाओं को बनाए रखने के लिए कुछ प्रशिक्षण प्रदान करना पड़ सकता है और इनमें से कुछ मुद्दों पर पहले के मॉड्यूल में भी चर्चा की गई थी निर्देश के प्रति प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच के साथ भी हमने देखा कि चिंतनशील पत्रिकाओं के रखरखाव के बारे में छात्रों को सूचित करना पड़ सकता है और कभी कभी छात्रों को ऐसी पत्रिकाओं को बनाए रखने की कला में प्रशिक्षित करना पड़ सकता है इस प्रकार की मूल्यांकन पद्धतियों के संबंध में संस्थानों के अनुभव अलग अलग होते हैं कोई अनोखा तरीका नहीं संस्थानों को उनके लिए सबसे उपयुक्त मूल्यांकन विधियों को विकसित करने की आवश्यकता है उनके लिए क्या काम करता है उन्हें एक समयावधि में निर्णय लेना होता है एक और बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि जिसे अक्सर पहली बार पीबीआई को लागू करने वाले संकाय द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है वह है डीब्रीफिंग क्योंकि अधिकांश समय इंजीनियरिंग शिक्षा में हम वास्तव में इस डीब्रीफिंग प्रक्रिया से बहुत परिचित नहीं होते हैं कभी कभी इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है यदि संस्थानों के पास पीबीआई के साथ पर्याप्त अनुभव नहीं है पीबीआई के सभी अभ्यासकर्ताओं ने अपने अनुभव और अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि डीब्रीफिंग को छोड़ना नहीं है पीबीआई के लाभों को महसूस करने के लिए यह आवश्यक है दावा यह है कि इससे शिक्षार्थियों को जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे पहचानने मौखिक रूप देने और समेकित करने में मदद करता है शिक्षार्थियों को पिछले ज्ञान के साथ नए ज्ञान को एकीकृत करने में मदद करता है यहाँ यदि हम याद करें तो यह भी मेरिल के सीखने के पहले सिद्धांतों में से एक है कि प्राप्त किए गए नए ज्ञान को पिछले ज्ञान के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए डीब्रीफिंग के उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षकों को सीखने की गतिविधि के दौरान चर्चा की गई सभी सीखने को शामिल करते हुए पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार करने चाहिए ध्यान दें कि जब सीखने की गतिविधि हो रही है प्रशिक्षक टीमों के साथ निकट संपर्क में है प्रशिक्षक वास्तव में निगरानी कर रहा है कि क्या हो रहा है जो हो रहा है उस पर टिप्पणियाँ बना रहा है इन टिप्पणियों और टिप्पणियों का उपयोग करते हुए प्रशिक्षक डीब्रीफिंग सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार करते हैं और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि टीम में हर कोई इन सवालों का जवाब दे शिक्षार्थियों को संभवतः अवधारणा मानचित्र के साथ भी एकीकरण के बाद अपने सीखने को चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें विचार यह है कि डीब्रीफिंग के दौरान हम छात्रों को पिछले ज्ञान के साथ नए ज्ञान को एकीकृत करने में मदद करते हैं और यही वह जगह है जहां पीबीआई से लाभ समेकित होता है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है यदि आप देखें कि हमने इसके लिए क्या चर्चा की है तो हम निर्देश के लिए प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच के साथ कुछ समानताएं देखते हैं जिस पर हमने पिछली इकाई में चर्चा की थी यह सच है कि इन दोनों दृष्टिकोणों में कुछ सामान्य कार्यप्रणालियां हैं लेकिन साथ ही वे अलग भी हैं ऐसे बिंदु हैं जिन पर कुछ सहमति है ऐसे बिंदु हैं जहां वे काफी भिन्न हैं जबकि चिकित्सा शिक्षा में प्रॉब्लम बेसड अप्रोच बहुत लोकप्रिय हो गया है क्या यह इंजीनियरिंग शिक्षा में समान रूप से लोकप्रिय और सफल हो गया है जहाँ उन्होंने लागू किया है साहित्य में कुछ केस स्टडी उपलब्ध हैं जहां संस्थानों ने प्रॉब्लम बेसड अप्रोच साथ साथ प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच लागू किए हैं और ये केस स्टडी साहित्य में उपलब्ध हैं यदि आप उन्हें देखें तो हम देखते हैं कि चिकित्सा शिक्षा में पीबीआई की उत्पत्ति हुई है और उस और संबंधित क्षेत्रों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में इसका उपयोग उतना व्यापक नहीं लगता है हालांकि हमारे पास साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इसने इंजीनियरिंग शिक्षा को इस हद तक पार कर लिया है जितना कि इसने चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन शिक्षा में प्रवेश किया है उस डोमेन बिजनेस मैनेजमेंट में भी पीबीआई का काफी व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में तुलनात्मक रूप से पीबीआई अपनी वास्तविक भावना में उतना लोकप्रिय नहीं हुआ है कुछ अन्य दृष्टिकोण हैं जो पीबीआई के नाम से जाते हैं लेकिन सख्ती से पीबीआई को सही अर्थों में बोलना इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में उतना लोकप्रिय नहीं लगता है इंजीनियरिंग शिक्षक आमतौर पर प्रॉब्लम बेसड अप्रोच के जगह लिए प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच पसंद करते हैं यह कहना नहीं है कि प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच में छात्र समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं लेकिन ध्यान थोड़ा अलग है दोनों दृष्टिकोण अनुभव उन्मुख हैं और इसलिए कई विशेषताएं साझा करते हैं लेकिन वे अलग दृष्टिकोण हैं यदि आप कुछ ऐसे बिंदुओं को देखें जिनमें वे पर्याप्त रूप से भिन्न हैं लेकिन ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिन पर वे भिन्न हैं लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जहां मतभेद पर्याप्त हैं वे प्रभावित करते हैं इन दृष्टिकोणों के परिणामस्वरूप परिणाम सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्हें परियोजना आधारित निर्देश में छात्रों द्वारा अर्जित और प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान और कौशल माना जाता है छात्रों को यह समझना चाहिए कि परियोजना निगरानी प्रणाली कैसे स्थापित करें मील के पत्थर कैसे स्थापित करें परियोजना समय निर्धारण कैसे तैयार करें ये सभी प्रकार के कौशल हैं जो परियोजना प्रबंधन की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और यह भी एनबीए निर्दिष्ट पीओ में से एक है और यह निर्देश के लिए प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन यह निर्देश के लिए प्रॉब्लम बेसड अप्रोच की एक प्रमुख विशेषता नहीं है क्योंकि यह पूरी गतिविधि को एक परियोजना के रूप में नहीं देखता है यह ज्ञान की तलाश की तरह है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रॉब्लम बेसड अप्रोच की एक प्रमुख विशेषता नहीं है जबकि यह प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच की एक प्रमुख विशेषता है फिर यदि आप प्रक्रिया को देखें निर्देश के लिए प्रॉब्लम बेसड अप्रोच प्रश्न पूछने जानकारी एकत्र करने समाधान को परिष्कृत करने चर्चा करने समस्या पर फिर से विचार करने आदि के चक्र का उपयोग करता है इसका मतलब है सिद्धांत रूप में प्रक्रिया को कक्षा में लागू किया जा सकता है हमारे पास एक गोल मेज हो सकती है जिसके चारों ओर छात्र बैठते हैं और वे उस जानकारी पर चर्चा करते हैं जो उन्होंने एकत्र की है तब वे देखते हैं कि यह समस्या के लिए किस हद तक प्रासंगिक है फिर वे देखते हैं कि क्या इस जानकारी के आधार पर वे समाधान निकाल सकते हैं क्या वे समाधान की रक्षा कर सकते हैं यदि समाधान में कमियां हैं तो और क्या जानकारी की आवश्यकता है वे इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं वे वापस जाते हैं और अधिक जानकारी एकत्र करना शुरू करते हैं और फिर वे और प्रश्न पूछना शुरू करते हैं यह प्रश्न पूछने सूचना एकत्र करने समाधान को परिष्कृत करने आगे की चर्चा समस्या पर फिर से विचार करने आदि का एक चक्र है दूसरी ओर परियोजना आधारित निर्देश का ध्यान अलग है एक परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप एक उत्पाद होता है इसका मतलब है प्रगति विशिष्ट चरणों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए डिजाइन पूरा किया जाना चाहिए आवश्यक सामग्री एकत्र की जानी चाहिए एक प्रोटोटाइप बनाया जाना चाहिए बेशक यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह की परियोजना पर काम कर रहा है लेकिन परियोजना की प्रकृति जो भी हो उस परियोजना को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है इसका परिणाम आर्टिफ़ैक्ट या सॉफ़्टवेयर पैकेज में या सहमत प्रारूप में समाधान में होना चाहिए इसलिए परियोजना को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जहां पीबीआई में समस्या को हल करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल को लागू करने में सक्षम बनाता है ताकि एक ऐसी कलाकृति बनाई जा सके जो उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करे इस प्रकारहम देख सकते हैं कि यद्यपि स्व शिक्षा आदि में संलग्न छात्रों में कुछ समानताएँ हैं फिर भी पर्याप्त अंतर हैं अंतिम परिणाम निर्देश के लिए प्रॉब्लम बेसड अप्रोच में हमारे पास अलग अलग विकल्प हो सकते हैं समाधान बनाने में छात्रों की टीमों के लिए वास्तव में संभव है यह प्रदर्शित करके सत्यापित किया जाना चाहिए कि यह पहले से तय की गई आवश्यकताओं को पूरा करता है प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच के मामले में प्रमाण अंत में है जो कलाकृतियों का उत्पादन किया जाता है उन्हें पहले से तय की गई आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए जबकि शिक्षा के लिए प्रॉब्लम बेसड अप्रोच में यह केवल इस बात पर जोर देता है कि छात्र टीमों को समस्या को संतोषजनक ढंग से हल करना चाहिए कोई अन्य आवश्यकता पहले से नहीं बताई गई है इन दो आवश्यकताओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच में पहले हमारे पास कुछ उपयोगकर्ता आवश्यकताएं होती हैं और अंत में आर्टिफैक्ट को उन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए प्रॉब्लम बेसड निर्देश में ऐसा नहीं है इसकी तुलना लागत आवश्यक संसाधनों आदि के आधार पर की जा सकती है लेकिन सामान्य तौर पर प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में अधिक लोकप्रिय प्रतीत होता है क्योंकि छात्र परियोजना आधारित निर्देश के दौरान जिन गतिविधियों में संलग्न होते हैं वे उस तरह की गतिविधियों से अधिक निकटता से प्रतीत होते हैं मैं जिसमें पेशेवर इंजीनियर वास्तव में संलग्न होते हैं यदि आप कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में प्रॉब्लम बेसड इंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसी तरह की समस्याएं जो हमें पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट बेसड इंस्ट्रक्शन को शामिल करते समय आई थीं यहां भी दिखाई देंगी कुछ संस्थानों में पीबीआई का उपयोग करके चिकित्सा पेशे में संपूर्ण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं हालांकि इंजीनियरिंग कार्यक्रम में ऐसा दृष्टिकोण काफी दुर्लभ है इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में पीबीआई अक्सर कम संख्या में पाठ्यक्रमों तक सीमित होता है पीबीआई में उपयोग की जा सकने वाली समस्याओं के बड़े समूह अभी तक इंजीनियरिंग डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं जबकि इतने बड़े सेट चिकित्सा डोमेन में उपलब्ध हैं संस्थानों को प्रयोग करने और तय करने की जरूरत है कि वे पीबीआई को अपने कार्यक्रमों में किस हद तक शामिल करना चाहते हैं इंजीनियरिंग शिक्षा में पीबीआई के उपयोग के संबंध में साहित्य में रिपोर्ट किए गए सभी केस स्टडी केवल इस दृष्टिकोण को बहुत ही सीमित तरीके से उपयोग करने की बात करते हैं शायद एक सेमेस्टर में एक या दो पाठ्यक्रमों में मदद करने के लिए अधिकतर केवल दो या तीन सेमेस्टर में इसे बड़े पैमाने पर उतना शामिल नहीं किया गया जितना चिकित्सा शिक्षा के मामले में 2 से 4 सेमेस्टर हो सकते हैं केवल 1 से 2 पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिस्थापन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कई परिस्थितिजन्य और कार्यान्वयन मुद्दे हैं जबकि व्यापक सार्वभौमिक सिद्धांत हर जगह अच्छे होते हैं विशिष्ट स्थितियों के आधार पर भिन्नताएं होती हैं सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बड़े कक्षा का आकार होगा पीबीआई केवल 5 से 7 तक के छोटे समूहों के साथ सबसे अच्छा काम करता है क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ बहुत निकटता से बातचीत करने की आवश्यकता होती है और उन्हें चर्चा करने की आवश्यकता होती है और उन्हें समाधानों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है पीबीआई दृष्टिकोण के लिए एक बहुत छोटा टीम आकार इष्टतम है और ऐसे समूह बनाएं और इन सभी समूहों को एक ही समस्या पर काम करवाएं समाधानों में से एक हो सकता है यानी आप छोटे समूह बनाते हैं लेकिन सभी समूहों को एक ही समस्या देते हैं हम संसाधनों के कई सेट प्रदान कर सकते हैं इससे प्रशिक्षक पर बोझ कम होगा अन्यथा वह कई समस्याएं पैदा कर रहा है उनकी निगरानी संसाधन उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है टीमों को कई समस्याओं के लिए एक साथ रहने दें ताकि वे सहयोगात्मक कार्य के लाभों का एहसास कर सकें इसका मतलब है विस्तारित अवधि के लिए एक ही टीम को अलग अलग समस्याओं पर एक साथ काम करने दें समूहों में सुधार न करें और बड़ी संख्या में छोटे समूहों के प्रबंधन के लिए रणनीतियों की आवश्यकता होती है फिर शिक्षार्थियों की अनिच्छा हो सकती है पहली बार पीबीआई का सामना कर रहे शिक्षार्थी शायद पीबीआई से असहज हों खासकर अगर पहले के अनुभव ने छात्रों को शिक्षक पर निर्भर सीखने के तरीके के साथ काफी सहज बना दिया है जहां सब कुछ शिक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है शिक्षक निर्णय लेता है और अनिवार्य रूप से सभी जानकारी प्रदान करता है छात्र कमोबेश निष्क्रिय भूमिका निभा सकते हैं और उन्हें पूरा किया जा सकता है छात्रों की ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं है यदि वे सीखने की इस शैली के अभ्यस्त हैं तो वे हमेशा शिक्षक को सब कुछ प्रदान करने के लिए देख सकते हैं लेकिन जो दृष्टिकोण प्रॉब्लम बेसड अप्रोच है उसके लिए छात्र पक्ष से काफी प्रयास की आवश्यकता होती है इसलिए शुरू में वे अनिच्छुक हो सकते हैं समझ को स्पष्ट करना स्वतंत्र शोध करना और समूहों में काम करना उन्हें बहुत अधिक बोझ लग सकता है यदि छात्र अभी तक इस दृष्टिकोण से परिचित नहीं हैं तो प्रशिक्षकों को अपनी सीखने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में काफी प्रयास करना चाहिए समस्या के प्रकार और जटिलता का शिक्षार्थियों की परिपक्वता के साथ मिलान करने की आवश्यकता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है यदि समस्या बहुत आसान है तो छात्रों में वास्तव में प्रयास करने की कोई प्रेरणा नहीं होगी यदि समस्या बहुत जटिल है तो शिक्षार्थियों की रुचि समाप्त हो सकती है और वे एक प्रकार से निराश हो सकते हैं और समस्या से दूर हो सकते हैं पीबीआई की सफलता के लिए प्रशिक्षक और संगठन की पूर्ण प्रतिबद्धता आवश्यक है स्पष्ट रूप से पीबीआई को उसकी वास्तविक भावना से लागू किया जाना चाहिए छात्रों द्वारा हल की जाने वाली कुछ समस्याओं को केवल निर्दिष्ट नहीं करना सीखने का संदर्भ पारंपरिक बना हुआ है इस अर्थ में कि बाकी सब कुछ समान है बस हम कुछ निश्चित असाइनमेंट देते हैं और उन्हें करने के लिए कहते हैं यह प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच नहीं बन जाता है पीबीआई की सफलता के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा भी आवश्यक है ऐसे स्थान होने चाहिए जहां वे एक समूह के रूप में एक साथ बैठ सकें चर्चा कर सकें और प्रशिक्षक को निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए वे टिप्पणियाँ बना सकते हैं पीबीआई की सफलता के लिए एक और कुंजी उस पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्येक प्रक्रिया चरण में सूचना और संचार उपकरणों का व्यापक उपयोग होगा विशेष रूप से चिंतनशील पत्रिकाओं की रिकॉर्डिंग चर्चा के मिनटों को रिकॉर्ड करना और उनके शोध निष्कर्षों को साझा करना यदि यह सब उपयुक्त आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके किया जा सकता है तो कार्यान्वयन प्रक्रिया को काफी सरल बनाया जाएगा और बाद में समीक्षा के लिए रिकॉर्ड रखना भी काफी आसान होगा यदि प्रॉब्लम बेसड इंस्ट्रक्शन के दृष्टिकोण को सफल बनाना है तो संस्थानों को आईसीटी को बहुत बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए बेशक इस दृष्टिकोण के बिना भी आईसीटी का उपयोग बहुत आवश्यक हो गया है तो यह किसी भी संस्थान के लिए एक सार्थक निवेश होगा लेकिन पीबीआई की सफलता के लिए आईसीटी का व्यापक उपयोग बहुत बहुत मददगार होगा अभ्यास आप जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं उसमें पीबीआई की व्यवहार्यता और वांछनीयता पर चर्चा करें इस अभ्यास के परिणामों को taleiisctagmailcom पर साझा करने के लिए धन्यवाद अगली इकाई में हम निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच को देखेंगे प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम बेसड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग शिक्षा में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए इंजीनियरिंग शिक्षा में आने वाले तीन बड़े बदलाव हैं हमने प्रोजेक्ट बेसड अप्रोच और प्रॉब्लम बेसड अप्रोच को देखा अगली इकाई में हम निर्देश के लिए एक्सपीरियंशियल अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन को देखेंगे धन्यवाद तब तक अलविदा